इसलिए आखिरकार हमने जो निष्कर्ष निकाला वह है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जिसका हमने यहां उल्लेख किया है जिसे तापमान में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है

आप इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को कैसे मापेंगे हम इस अच्छे सेटअप पर वापस जाते हैं जो कि हमारे पास यहाँ है और हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को वास्तव में इन चुम्बकों द्वारा पकड़ा जा सकता है जो कि माउंटेड हैं यहाँ आप इस मैग्नेट को देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आर्क हैं और ये आर्क वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को मापते है हम किसी तरह से तापमान में परिवर्तन से संबंधित हो रहे हैं तो यह एक अच्छा तरीका है अगर आप के पास चुंबकीय क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बदलाव है आपको मैग्नेट को देखने की जरूरत है विभिन्न प्रकार के चुम्बक उपलब्ध हैं तो आपको इस तरह के माप लिए मैग्नेट के एक प्रकार का राइट साइड चुनना पड़ सकता हैआप में से कुछ जानते हैं मेजरमेंट कंडीशनिंग जो कि आपको करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडीशनिंग जिसे करना होगा सर्किट जिसकी आवश्यकता होगी इस माप को बहुत प्रभावी बनाने के लिए है उसके लिए यदि आप ध्यान से मैग्नेट को देखते हैं जो कि उपलब्ध हैं तो मूल रूप से आप जानते हैं मैग्नेट के 3 प्रकार जो वास्तव में नीचे रख सकते हैं एक प्रकार का चुंबक है नियोडिमियम मैग्नेट जिसे वास्तव में Nd Fe B के रूप में लिखा जाता है इन्हें सामान्य रूप से नियोडिमियम मैग्नेट कहा जाता है फिर समैरियम कोबाल्ट Sm Co मैग्नेट हैं फिर आपके पास अलनीको Al Ni Co अल्निको मैग्नेट है और आपके पास सिरेमिक मैग्नेट भी हैं तो आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं तो यहाँ समस्या है कि आपको उस प्रकार के चुंबक को चुनने की आवश्यकता है जो अनिवार्य रूप से दिखता है बहुत विशिष्ट गुण का जिसमें बहुत अच्छे गुण हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो अनिवार्य रूप से तापमान में परिवर्तन के अनुरूप होगा क्योंकि आप वास्तव में बेयरिंग तापमान को देख रहे हैं इसके लिए आपको यह देखना होगा कि क्या बहुत महत्वपूर्ण है वह है इस चुंबक के साथ जुड़ी हुई Coercivity आप वास्तव में इसे Coercivity कह सकते हैं आपको इस विशेषता को देखना चाहिए Coercivity एक महत्वपूर्ण बात है और तापमान गुणांक भी क्योंकि वह बहुत रुचि का है जब आप तापमान गुणांक को मापने की कोशिश कर रहे हो मुझे लगता है कि यह एक एकल शब्द है तो मैं बस इसे कैसे भी संक्षिप्त करूंगा लेकिन मुझे इसे इसके आगे कम नहीं करना चाहिए तो तापमान गुणांक यह है आम तौर पर इसमें यह नियोडिमियम चुंबक होता है इसमें अनिवार्य रूप से सबसे अधिक Coercivity कुछ संख्या में होता है और मैं उस संख्या को लिखने जा रहा हूं जो कि 30 है और जाहिर तौर पर इसकी एक इकाई है मैं आप यह पता लगाएं कि Coercivity की वह इकाई क्या है और इसमें तापमान गुणांक भी है जो 011 है ° C मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह शून्य चिह्न यहां क्यों है ठीक यह काफी स्पष्ट है लेकिन आपको शायद यह देखने के लिए थोड़ा सोचना होगा कि यह वास्तव में 011 ° C के रूप में क्यों लिखा गया है बहुत खुब इसलिए यदि आप अब वापस आते हैं और कहते हैं कि मुझे बेयरिंग तापमान को मापना है जो कि यहां है यह बॉल बेयरिंग है यह एक चुंबक है जिसे मुझे चुनना है आप जब बात करते हैं तो आप पहले से ही देख सकते हैं इसके बारे में IOTs के डिजाइन के बारे में आप वास्तव में विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक विकल्प के बारे में एक विशेष तरीके के बारे में बात नहीं कर सकते हैं जिसके द्वारा आप एक विशेष डिजाइन के पक्षपाती से हैं डिजाइन को बहुत ही इष्टतम होना चाहिए डिजाइन को चुनना होगा बजाय इसके डिज़ाइन को उस आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए जिसे आप देख रहे हैं फिर से आप डिजाइन देख सकते हैं बाहर आती हुई आप तापमान के मापन के प्रयोजनों के लिए मैग्नेट का उपयोग करना चाहते थे इसके लिए हमने कहा कि चार अलग अलग मैग्नेट नेओडियम समैरियम कोबाल्टSm Co तब आपने अलनीको और फिर सिरेमिक कहा था आपको उनमें से एक को फिर से चुनना होगा और इसका मतलब है अनिवार्य रूप से डिजाइन का मतलब बस एक पहलू नहीं है लेकिन आपको डिज़ाइन विकल्पों को देखते रहना होगा और सबसे अच्छा संभव विकल्प चुनना होगा अब यह पता चल सकता है कि आप कह सकते हैं कि यह विधि बॉल बेयरिंग के तापमान को मापने का सबसे अधिक उपयुक्त तरीका क्यों है हम इसे क्यों चुन रहे हैं हम बिल्कुल कुछ तापमान सेंसर के तरीके क्यों नहीं चुनते हैं कुछ नॉन इनवेसिव तापमान विधि सिस्टम में ठीक अब कारण की हम यह नहीं करना चाहते हैं तो हमें फिर से सेटअप पर वापस जाना है जिस कारण से आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अक्सर ये बेयरिंग किसी भी मशीनरी को चलाने वाले ऑटोमोटिव्स के अंदर गहराई से एम्बेडेड होते हैं घूमने वाली मशीनरी जिसे अनिवार्य रूप से पावर ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी भी घूर्णन प्रणाली में डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास ये बीयरिंग हैं जो अनिवार्य रूप से अनुमति देंगे जो कि कोशिश कर रहे हैं उनकी स्थिति के लिए उन्हें मॉनिटर करने की कोशिश करने के लिए ये सभी गहराई से एम्बेडेड हैं ये कुछ प्रणालियों में संलग्न हैं तो कोई भी नॉन इनवेसिव माप की विधि केवल आवरण के बाड़े को मापने के लिए है यह वास्तव में सीधे बेयरिंग को मापता है याद रखें कि आप इस मैग्नेट को देख रहे हैं बेयरिंग के आंतरिक रेस पर रखे गए है और आपके पास माप प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक माप प्रणाली है जो सीधे तापमान का पठन है और वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र को मापती है और आप उस पर कैसे कैप्चर करते हैं जो इस बोर्ड से आता है ये एक हॉल सेंसर है और आप देख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक अनिवार्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन माप रहा है आप प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ना शुरू करते हैं और यदि बीयररिंग बुरा करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है जो इस हॉल सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा सीधे कैप्चर कर लिया जाता है और यह सभी इलेक्ट्रॉनिक अब आवश्यक संचार इकाइयों के लिए युग्मित है और आगे और आगे की ओर अब दिलचस्प बात यह है कि यह विशेष प्रणाली अनिवार्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि आप कैसे वास्तव में इन सभी को एक साथ अच्छे से रखते हैं हमने एक बोर्ड के बारे में उल्लेख किया है जो इस तरह था आप देख सकते हैं कि यह पीसीबी है जो हमने प्रयोगशाला में विकसित किया था अनिवार्य रूप से इन तारों को सीधे इस सिस्टम से जोड़ने के लिए इसके पास इंटरफेस है और एक प्रकार का ऊर्जा भंडारण उपकरण है जो यहां है यह एक सुपर कैपेसिटर या एक अल्ट्रा कैपेसिटर जैसा कि उन्हें कहा जाता है जो अनिवार्य रूप से इस बेयरिंग तापमान के मापन के लिए ऊर्जा संग्रहीत करता है इसके पीछे सभी आवश्यक बिजली प्रबंधन सर्किट और संचार मॉड्यूल हैं इस संचार मॉड्यूल पर थोड़ा और विस्तार से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ यह छोटा सा सिस्टम है जो शायद आप चाहते हैं कि मैं इसे इस तरह से रख दूं मैं इसे इस तरह से रखूंगा और आपको दिखाऊंगा ठीक तो आप इस छोटे से सफेद हिस्से को देख सकते हैं यह सफेद हिस्सा है यहाँ अनिवार्य रूप से एक ब्लूटूथ कम ऊर्जा मॉड्यूल का चिप एंटीना है जो इस एसओसीमें एकीकृत है यह एसओसी अनिवार्य रूप से सिस्टम ऑन चिप है जोकि इसे कहा जाता है नॉर्डिक सेमीकंडक्टर नामक एक कंपनी से इसलिए मैं लिखूंगा कि नॉर्डिक सेमीकंडक्टर कंपनी का नाम है जहां से हमने इस चिप को खरीदा इस चिप को NRF 51822 कहा जाता है एक बहुत ही लोकप्रिय माइक्रोकंट्रोलर हम इस माइक्रोकंट्रोलर के विस्तार में नहीं जाएंगे इस चरण में लेकिन आपको यह बताने के लिए कि इस प्रणाली में एक माइक्रोकंट्रोलर है और एक ब्लूटूथ कम ऊर्जा वाला रेडियो भी है जिसे इस प्रणाली में एकीकृत किया गया है जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लूटूथ कम ऊर्जा आईएसएम बैंड आईएसएम बैंड आवृत्ति 24 गीगाहर्ट्ज़ का उपयोग करता है 24 गीगाहर्ट्ज़ की सीमा में काम करता है और इसे कभी कभी स्मार्ट ब्लूटूथ भी कहा जाता है वे इसे स्मार्ट ब्लूटूथ भी कहते हैं और कुछ लोग हैं और वास्तव में यह वास्तव में BLE 40 प्रणाली है और यह अब उन्नत हो गया है और अब नवीनतम वास्तव में नवीनतम पर खत्म हो गया है इसलिए मुझे यह लिखना चाहिए कि वास्तव में नवीनतम अब नवीनतम पर स्थानांतरित हो गया है नवीनतम वास्तव में 50 BLE है हम थोड़ी देर बाद इस विवरण पर विचार करेंगे लेकिन यहां अलग अलग संस्करण थे एक 40 था और तब मैं कहूंगा कि 4X वास्तव में मूल 40 में कुछ सुधार से हुआ जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है लेकिन कोई बात नहीं जिस बिंदु पर मैं ड्राइव करना चाह रहा था कि यह तापमान जो हम कोशिश कर रहे थे इस प्रणाली पर यहाँ निगरानी करने के लिए यहाँ इस तापमान को इस नियोडिमियम मैग्नेट द्वारा पढ़ा गया था जिसे हमने समझाया था जिसे हमने पिछले चार्ट में दिखाया था जो हमने कहा नियोडिमियम चुंबक है ये नियोडिमियम मैग्नेट द्वारा जो इस बेयरिंग से जुड़े थे और यह हॉल सेंसरों का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन पढ़ रहा था और उसके बाद सभी को इस अच्छे छोटे एसओसी के लिए इंटरफ़ेस किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह एक अच्छा IOT सिस्टम है और एक बॉल बेयरिंग की तापमान स्थिति की निगरानी को मापने का शानदार तरीका है और मैं आपको उस पेपर की ओर इशारा करता हूं जिसने वास्तव में हमें इस संपूर्ण प्रणाली के निर्माण के लिए प्रेरित किया हम इस बोर्ड के कुछ परिणामों को देखेंगे लेकिन इससे पहले कि मैं बंद करूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में यह बोर्ड क्या है यह बोर्ड अनिवार्य रूप से मैं इस बोर्ड की एक तस्वीर बनाऊंगा तो हम वापस जाते हैं और बनाते हैं वह सब कुछ जो भी इस बोर्ड के पास वास्तव में है इस बोर्ड के दिल में वास्तव में यह NRF 51822 है और निश्चित रूप से हमने इसका उल्लेख किया है यह 51822 वास्तव में वायरलेस संचार के लिए एक ब्लूटूथ कम ऊर्जा मॉड्यूल है जिसे आमतौर पर हम एक मोबाइल फोन ऐप कहते हैं मोबाइल फोन ऐप या शायद ड्राइवर का डैशबोर्ड कहते हैं क्योंकि हम फिर से शुरू करते हैं कि यह एक बॉल बीयररिंग है जो एक ऑटोमोबाइल का हिस्सा है और ऑटोमोबाइल के बीयररिंग तापमान को मापा जा रहा है और ऑटोमोबाइल ड्राइवर के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जा रहा है या यह भी संभव है कि यह बॉल बीयररिंग वर्कशॉप के एक ऑपरेटर का हिस्सा हो एक फैक्ट्री सेटअप में जहाँ पर खराद होती हैं उदाहरण के लिए या खराद प्रणाली पर मिलिंग मशीन होती है जो अनिवार्य रूप से है जिसमें कहीं भी घूमने के लिए इनमें से कई बॉल बीयररिंग होते हैं जहां एक मोटर से जुड़ी एक घूर्णन प्रणाली है आपको इन बॉल बीयररिंग की आवश्यकता होगी विभिन्न आकार हैं जिसके विस्तार में हम नहीं जाते हैं लेकिन किसी भी घूर्णन मशीनरी को इस बॉल बीयररिंग की आवश्यकता होगी और इस बॉल बीयररिंग के तापमान पर अब नजर रखी जा रही है हम कहें एक ऑपरेटर द्वारा जो यह जानने में रुचि रखता है कि उपकरण वास्तव में कैसे काम कर रहा है तो यह सिर्फ इतना हो सकता है कि उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है और कोई भी महत्वपूर्ण पैरामीटर वास्तव में सीधे उसके मोबाइल फोन पर प्रदर्शित होता है इस IOT प्रणाली को देखो वहाँ उपकरण है जिसके पास यह प्रणाली है और फिर आप कई मापदंडों की निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं उपकरणों के महत्वपूर्ण पैरामीटर ही इस उपकरण की स्थिति की निगरानी क्या है इस बोर्ड की नवीनता अब हमने इस बोर्ड के बारे में उल्लेख किया है कि इस बोर्ड के पास निश्चित नवीनता है और हमने ऐसा क्यों किया क्यों यह बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है और यह क्या करने की कोशिश कर रहा है बैक के साथ ही साथ फ्रंट हिस्से में इसे वापस जाने दें और उन चीजों पर ध्यान दें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं यह एनआरएफ जाहिर है पावर खिलाया जाना है ठीक कुछ पावर जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि इसे VDD और ग्राउंड चाहिए इसलिए हम बोलते हैं इसे VDD और ग्राउंड अच्छी बात है कि यह NRF जोकि अनिवार्य रूप से अपने कुछ इंटरफेस के माध्यम से हॉल सेंसर से डेटा कैप्चर कर रहा है अगर यह एक एनालॉग इंटरफ़ेस है तो यह होगा एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर इंटरफ़ेस के माध्यम से अगर यह हालांकि हम कहते हैं एक बाइनरी स्थिति यह एक जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट GPIO के माध्यम से होगा या यदि यह किसी भी डिजिटल बस इंटरफेस के माध्यम से होगा यह या तो हो सकता है उस माध्यम से जोकि एसपीआई या I2C इंटरफेस के रूप में जाना जाता है ये डिजिटल बसेस हैं यह एक एडीसी एनालॉग इंटरफ़ेस है यह हो सकता है अभी भी सरल बाइनरी स्टेटस 1 या 0 का जो GPIO के माध्यम से आ सकता है इसलिए मैं इसे स्थानांतरित कर दूं ताकि हम अपनी तस्वीर बेहतर खींच सकें यह ग्राउंड है और यह GPIO है यह ADC है और यह SPIO या I2C है तो यह ADC है वास्तव में यहां लिखा गया है ADC और मैं सिर्फ प्रदर्शित करना चाहता था इसलिए मैं इस चित्र में सुधार करूंगा तो यह ADC है इस SPIO यह है GPIO शानदार उस बोर्ड की नवीनता क्या है बोर्डों की नवीनता वास्तव में इस बोर्ड को पावर देना है यह पावर बोर्ड पावर की आपूर्ति या पावर VDD इस बोर्ड के लिए वास्तव में सिस्टम से ही काटा जा रहा है तो मैं यह दिखाऊंगा तो यहाँ यह ब्लॉक सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है यहाँ अपना सारा ध्यान दें और यह काटा हुआ ऊर्जा है इसकी कटाई कैसे होती है हम कैसे आप जानते हैं कि हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं आइए हम इस बोर्ड को देखें और इस प्रणाली को देखें हमने वास्तव में इस प्रणाली को क्या किया है अगर आप ध्यान से देखें तो ये चुम्बक हैं सही जो जुड़े हुए हैं जो कि बीयररिंग की आंतरिक रेस के निकट संपर्क में हैं हमने पिछली बार क्या कहा था अगर आप ध्यान से देखें तो यह हॉल सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स है यह यह हॉल सेंसर इलेक्ट्रॉनिक अनिवार्य रूप से ये है इसमें वास्तव में एक कॉइल है जो जुड़ा हुआ है हो सकता है कि मैं घुमाऊँ और एक अलग परिप्रेक्ष्य में आपको दिखाऊँ यह आप देख रहे हैं कि एक कॉइल है यह एक कॉइल है यह अनिवार्य रूप से एक कॉइल है और यह वास्तव में कुछ ऊर्जा निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्प्रेरण करती है इन नियोडिमियम मैग्नेट के कारण जोकि बीयरिंग के तापमान को महसूस करने के प्रयोजनों के लिए जुड़े हुए हैं तो तुम क्या कर रहे हो आप यहां एक अजीबोगरीब चीज कर रहे हैं इस अर्थ में कि आप न केवल बॉल बेयरिंग के तापमान को मापने के लिए हैं आप इन नियोडिमियम मैग्नेट का भी उपयोग कर रहे हैं एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा के प्रेरित करने के लिए मूल रूप से वोल्टेज और बिजली की एक निश्चित मात्रा को इस कॉइल से जो यहां से जुड़ा है यह कॉइल है आप इस नीले एक नीले रंग को यहां देख सकते हैं यह अनिवार्य रूप से एक कॉइल है तो और यह कॉइल अनिवार्य रूप से आपको एक निश्चित मात्रा में बिजली दे रहा हैहर बार जब यह बीयररिंग घूमता है तो यह एक निश्चित मात्रा में यहां वोल्टेज को प्रेरित करता है तो कुछ निश्चित मात्रा में बिजली खींची जाती है आप उस पूरी बिजली को कंडीशन करते हैं इस पीसीबी का उपयोग करते हुए जिस पर डायोड हैं यदि यह आपको एक एसी आउटपुट दे रहा है आपूर्ति ठीक करें और उस ऊर्जा को इस कैपसिटर पर संग्रहित करें यह एक सुपर कैपसिटर है और तापमान माप के लिए हॉल सेंसर को शक्ति देने के प्रयोजनों के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करें तो आप देख सकते हैं कि आप वास्तव में शुरू में घुमाकर वैसे भी पूरी तरह से बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं सिस्टम घूमता है और निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्रेरित होती है निश्चित मात्रा में वोल्टेज प्रेरित होता है यहाँ इस कॉइल द्वारा और जो इस बोर्ड को पावर देता है यहाँ आप बहुत चतुर पावर प्रबंधन करती हैं एक बहुत चतुर पावर प्रबंधन सर्किट डाल दिया जो मैंने यहां इस ब्लॉक में दिखाया है एक बहुत बहुत चतुर पावर डाल दिया तो मैं इसे स्मार्ट कहता हूं एक बहुत ही स्मार्ट पॉवर मैनेजमेंट ब्लॉक यहाँ लगाएं और आप वापस इस एनआरएफ को बिजली की आपूर्ति करते हैंसेंसिंग के प्रयोजनों के लिए सेंसिंग या तो एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर एडीसी पोर्ट के माध्यम से हो सकता है या एसपीआई I2C से जो एक डिजिटल सेंसर है वास्तव में इस विशिष्ट मामले में हम वास्तव में एडीसी का उपयोग कर रहे हैं तो वास्तव में हॉल सेंसर का आउटपुट इस ADC से यहाँ सीधे जुड़ा हुआ है और यह वास्तव में ADC नमूने को माप रहा है जो वास्तव में बॉल बीयररिंग के तापमान का संकेत दे रहा है शानदार तो यह एक अच्छा IOT सिस्टम का एक बड़ा सारांश है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं जहां आपको एक निश्चित पैरामीटर को मापने के तरीकों पर ध्यान देना होगा जहां आपको हर बार डिजाइन विकल्पों को देखना होगा जब भी आप IOT के लिए डिजाइन कहते हैं आप कहते हैं विकल्पों को देखो यहाँ कोई एक विशेष डिजाइन नहीं है जो सबसे अच्छा है आपको यह देखना होगा जोकि आप अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से वह सब सीखेंगे आप उस विशेष एप्लिकेशन के लिए एक डिज़ाइन का अनुकूलन करेंगे लेकिन वे कई विकल्प हो सकते हैं और यह ऐसा ही एक वैकल्पिक माप है अब हम देखते हैं कि यह सब ठीक है क्या यह बीयररिंग के तापमान की पूरी बात को मापने का एकमात्र तरीका है मैं माप के अन्य तरीकों का उपयोग क्यों नहीं कर रहा हूं हमें देखते हैं एक सबसे लोकप्रिय तरीका है जिसके द्वारा आपको बीयररिंग के संपर्क में नहीं रहना हैं लेकिन आप बीयररिंग के तापमान को मापना चाहते हैं आईआर तापमान सेंसर नॉन इनवेसिव IR तापमान सेंसर का उपयोग करके तो आइए हम अपना ध्यान दूसरे प्रकार के सेंसर पर स्थानांतरित करें जो है यहाँ जो अनिवार्य रूप से एक सेंसर है जो पैनासोनिक नामक कंपनी का है

यह एक पैनासोनिक ग्रिड EYE है EYE सेंसर यह सेंसर एक 8 × 8 सेंसर है इसका मतलब है वहाँ 64 पिक्सेल एक निश्चित सीमा को कवर कर रहे हैं या मैं कहूँगा निश्चित क्षेत्र तापमान माप का निश्चित क्षेत्र माप का क्षेत्र तोकैसे यह ग्रिड आई सेंसर माइक्रोकंट्रोलर से पूरा इंटरफेज है फिर से यह मानक तरीका है आपके पास एक माइक्रोकंट्रोलर ब्लॉक है इस चित्र में डिजिटल संचार ब्लॉक के बारे में मैने पहले बताया है आप बात कर रहे होंगे डिजिटल संचार मॉड्यूल के बारे में जो या SPI के माध्यम से या I2C के माध्यम से हो सकता है यह कुछ भी नहीं है लेकिन इंटर आईसी संचार I2C को वास्तव में इंटर आईसी संचार कहा जाता है SPI सीरियल परिधीय इंटरफ़ेस है यह अनिवार्य रूप से 3 या 4 तारों का उपयोग करता है शारीरिक रूप से उन प्रणालियों के बीच जिन पर आप एक संचार करना चाहते हैं और I2C अनिवार्य रूप से 2 तारों का उपयोग करता है इसलिए यह माइक्रोकंट्रोलर अनिवार्य रूप से I2C इंटरफ़ेस पर इस ग्रिड EYE से संवाद कर रहा है जिसका अर्थ यह है कि आप अब इस लाइन को हटा सकते हैं और अच्छी तरह से इसे 2 लाइनों के साथ बदल सकते हैं और यह ग्रिड EYE सेंसर है अब मैं क्षमा चाहता हूँ माप का यह निश्चित क्षेत्र तो मैं सिर्फ यहाँ इन को हटा दूंगा यह जुड़ा होना चाहिए अनिवार्य रूप से मैं एक सिंगल लाइन के साथ लिख सकते हैं से यहाँ पर आप यहाँ कुछ VDD देखते हैं यह VDD है और यह ग्राउंड भी है इसे भी पॉवर चाहिए तो VDD और आपको यहां इसकी जरूरत है इन 2 लाइन्स को अनिवार्य रूप से वहां कहा जाता है इस I2C से जुड़े नाम हैं जिन्हें SCL और SDA कहा जाता है जाहिर है SCL सीरियल क्लॉक इंगित करता है तो हम इसे SCL कहते हैं और यह SDA है ये 2 पुल अप रेसिस्टर्स हैं VDD के लिए हम इन 2 रेसिस्टर्स के विशिष्ट वैल्यू को देख सकते हैं जैसे हम साथ चलते हैं लेकिन इस समय मान लेते हैं कि ये पुल अप रेसिस्टर्स की आवश्यकता होती हैं और यह एससीएल अनिवार्य रूप से क्लॉक है और एसडीए डेटा है जो ग्रिड EYE से माइक्रोकंट्रोलर के बीच प्रवाह हो रहा हो या माइक्रोकंट्रोलर ग्रिड EYE सेंसर को एक कमांड दे रहा है एक क्लॉक पर इतना सरल है कि यह इस सेटअप में वापस जाने वाला आवश्यक इंटरफ़ेस है आइए हम देखें कि यह पूरी चीज़ कैसे है यहाँ दिखाया गया है यह पूरी बात वास्तविक अभ्यास में यह कैसे महसूस होता है आइए हम इस हार्डवेयर को देखें इस हार्डवेयर को आप देख सकते हैं कि इसमें पैनासोनिक सेंसर है यह ग्रिड आई सेंसर है और यदि आप देखते हैं कि हमने इसके साथ क्या किया है तो यह एक मानक Arduino बोर्ड है सही यह एक मानक Arduino बोर्ड है यह माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनमें से 2 के बीच इसका इंटरफ़ेस और यदि आप इस I2C ड्राइवर को विकसित करते हैं आप क्या देखते हैं और इसे किसी भी सतह पर केंद्रित करें जिसे आप मापना चाहते हैं आपको 64 पिक्सेल तत्व दिखाई देंगे जिन्हें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये 64 ग्रिड आई पिक्सेल तत्व जो आप देखते हैं अनिवार्य रूप से तापमान का संकेत दे रहे हैं अगर मैं ग्रिड आई सेंसर की दिशा बदल दू इसमे भी बदलाव होगा आप देख सकते हैं कि हम पहले इस ग्रिड आई सेंसर को एक विशेष दिशा में केंद्रित करते हैं तो चलिए अब वापस इस ग्रिड आई सेंसर पर refocus करते हैं तो मुझे इस तरह से ग्रिड आई सेंसर लगाने दें अब हम स्नैपशॉट देखें यहाँ स्नैपशॉट देखें अब हम ग्रिड आई सेंसर को वापस देखें और इसे चारों ओर ऐसे घुमाएँ अब हमें वापस वहीं देखना है वहाँ आप देख सकते हैं तो आप उनमें से प्रत्येक को देख सकते हैं कि आप गिन सकते हैं 64 पिक्सेल तत्व हैं तापमान को इंगित करने वाले अच्छे रंग हैं जो कि रंग वास्तव में सापेक्ष होते हैं आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पिक्सेल तत्व का तापमान बदल रहा है कुछ क्षेत्रों में उदाहरण के लिए पहला पिक्सेल तत्व 1 डिग्री 35 34 और इसी तरह बदल रहा है दूसरा पिक्सेल तत्व वास्तव में 36 में बदल रहा है और इसलिए अनिवार्य रूप से यह आपको तापमान मूल्यों की एक सरणी दे रहा है जिस पर यह वास्तव में तापमान माप रहा है अब आप पूछ सकते हैं कि इस तरह के ग्रिड आई सेंसर की विशिष्टता क्या है इसके लिए आइए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विनिर्देश जो आपके पास हो सकते हैं की ओर देखें पहली बात जिस बारे में आप चिंतित होंगे कि ऐसे सेंसर की पॉवर की खपत क्या हैखैर हमने जो किया है की हमने इसे 33 वोल्ट पर संचालित किया है और यह एक करंट लेता है इस सेंसर की विशिष्ट करंट खपत हम कहते हैं सामान्य मोड के तहत 45 mA है वहां अन्य मोड हैं जिसका समर्थन सेंसर करते हैं जो इस समय आपके बहुत काम नहीं आ सकते हैंइस विशेष चीज को देखकर आपको पॉवर प्रबंधन करना होगा तो मुझे पूर्णता के लिए मुझे इन 3 विनिर्देशों को नीचे रखना चाहिए इन 3 संख्याओं को रखें सामान्य मोड के तहत 45 mA स्लीप मोड के तहत 02 mA यह एक स्लीप मोड के तहत है और 08 mA जिसे एक स्टैंडबाई मोड के रूप में जाना जाता है हम सिर्फ इस सामान्य मोड पर विशेष रूप से विचार करेंगे जबकि यह एक ऐसा क्यों है ये 2 और अन्य 2 मोड क्यों हैं ये मोड जरूरी क्यों हैं अनिवार्य रूप से जब आप IOT के लिए IOT डिजाइन के बारे में बात करते हैं और आप डाल रहे हैं आपके मूल रूप से आप जानते हैं कि संवेदन भौतिक वातावरण और आप उसको बैटरी के बाहर निकालते हैआपको वास्तव में इस बात की चिंता है कि ये बैटरी कितने समय तक चलती है इन बैटरियों के प्रतिस्थापन की लागत क्या है उससे जुड़ी एक लागत है इसलिए जब तक कि आप इन डिवाइस से वास्तव में मॉनिटर होने वाली समय की राशि को अधिकतम नहीं करते हैं या तैनात एक विशेष उद्देश्य के लिए जब तक आप जीवनकाल को अधिकतम नहीं करते हैं यह IOT डिप्लॉयमेंट अपने आप में एक बड़ा एक बहुत बड़ी लागत होगी जो कभी कभी आपके लिए वास्तव में सार्थक नहीं हो सकती है जब आप बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं क्योंकि लोग वास्तव में इस बारे में बात कर रहे हैं वहाँ अध्ययन हैं जो अरबों उपकरणों के बारे में बात करते हैं 2020 तक अरबों कुछ रिपोर्टों का कहना है कि 20 बिलियन कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि 50 बिलियन तो यह सब इंगित करता है कि बड़ी संख्या में डिवाइसिस होंगे और इनमें से प्रत्येक डिवाइस बैटरी का उपयोग करके संचालित होते हैं खैर यह एक सवाल है सही जिसे हम कोशिश करेंगे और इस पाठ्यक्रम में जवाब दें और देखें कि बैटरी ही एकमात्र तरीका है जो आप कुछ दिलचस्प कर सकते हैं जो हमने पहले ही समझा दिया था कि आप वास्तव में ऊर्जा की कटाई पर्यावरण से ही कर सकते हैं इसलिए हम अभी खुले हैं और कहा कि यह एक अच्छी संभावना है जो आप अवसरवादी रूप से प्रणाली से ही ऊर्जा फसल कर सकते हैं लेकिन हमें ऊर्जा की कटाई के पूरे सरगम पर नजर डालनी चाहिए बहुत अधिक संरचित में जैसे जैसे हम साथ चलते हैं लेकिन इससे पहले कि हम उस विस्तार पर जाएं आपको 45 mA सामान्य मोड के इन मापदंडों को देखना चाहिएस्लीप मोड और स्टैंडबाई मोड केवल इसलिए क्योंकि आप इसकी बिजली की खपत को अधिकतम करना चाहते हैं आप कम करना चाहते हैं क्षमा चाहते हैं आप सेंसर सहित पूरे IOT सिस्टम की बिजली की खपत को कम करना चाहते हैं सही इसलिए हम 45 वोल्ट पर काम कर रहे हैं और हम 45 mA की खपत कर रहे हैं अगर आप एक साधारण गुणन करते हैं तो यह आपको 12 mW देगा साथ ही 15 mW यह है 4 गुणा 3 है 12 mW 5 गुणा 3 है 15 mW मैं दोनों को जोड़ता हूं यह मुझे 135 mW देगा इसलिए यह बुरा नहीं है यह ठीक है लेकिन यह अभी भी थोड़ी पॉवर है 135 mW की पॉवर यदि आप इसे सभी में पूरे समय ऑन रखते हैं तो इसलिए आप इसे स्टैंडबाय मोड पर शिफ्ट करने के विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहेंगे और स्लीप मोड पर भी स्लीप मोड काफी अच्छा है क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका बहुत सेवन नहीं किया जाएगा मैं यहां रुकना चाहूंगा